इस व्याख्यान में हम मुख्य रूप से हाइड्रोफोबिसिटी प्रोफाइल और अनुप्रयोगों के निर्माण के बारे में चर्चा करेंगे पहले हमने इन अमीनो एसिड अनुक्रमों के सभी विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों पर चर्चा की तो पिछली कक्षा में हमने किन विभिन्न मापदंडों या विशेषताओं या गुणों पर चर्चा की है छात्र तो अमीनो एसिड संरचना अमीनो एसिड का घटित होना अमीनो एसिड की संरचना छात्र आणविक भार आणविक भार जोड़ी वरीयता और इतने पर तो अमीनो एसिड घटना क्या है छात्र तो समय की संख्या यह अनिवार्य रूप से है छात्र घटना कितनी बार प्रत्येक अमीनो एसिड एक प्रोटीन अनुक्रम में घटित होता है फिर संरचना छात्र सामान्यीकृत श्रृंखला की लंबाई के साथ सामान्यीकृत तो अमीनो एसिड की घटना और संरचना के बीच एक अंतर एक क्रम में अवशेषों की संख्या के साथ सामान्यीकरण है फिर हमने आणविक भार के बारे में चर्चा की तो आप आणविक भार की गणना कर सकते हैं छात्र हम्म प्रत्येक अमीनो एसिड अवशेषों के लिए उचित वजन का प्रतिस्थापन करके और इसके साथ घटाया गया छात्र पानी पानी के अणु 18 एन 1 पानी के अणु क्योंकि जब आप पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं तो यह एक पानी के अणु को खत्म कर देता है फिर हमने जोड़ी की वरीयता के बारे में चर्चा की अवशेष एक दूसरे के बगल में कितनी दूर हैंए के साथ ए ए के साथ डी और इसी तरह A with A A with D and so on फिर हम कुछ और अनुप्रयोगों के बारे में चर्चा करेंगे एक प्रमुख आवेदन जिस पर हमने चर्चा की वह है कि विभिन्न प्रकार के प्रोटीनों के बीच अंतर कैसे किया जाए हमारे पास विभिन्न कार्यों के साथ प्रोटीन है हमारे पास अलग अलग संरचनाएं हैं तो क्या यह एमिनो एसिड अनुक्रम जानकारी के आधार पर इन 2 प्रकार के प्रोटीनों के बीच अंतर करना संभव है इसलिए हमने पैरामीटर के आधार पर या प्रॉपर्टी के आधार पर चर्चा की अमीनो एसिड संरचना हमने प्रोटीन के 2 सेट के लिए और अज्ञात लोगों के लिए अमीनो एसिड संरचना का उपयोग किया हमने ज्ञात लोगों के साथ तुलना की और फिर हम विचलन के आधार पर निर्णय लेते हैं हम सहसंबंध के साथ भी कर सकते हैं हम भी विभिन्न गुणों का उपयोग कर सकते हैं इसलिए हमने किसी भी अनुक्रम के लिए एक औसत संपत्ति के लिए अमीनो एसिड गुणों के बारे में चर्चा की प्रत्येक अमीनो एसिड के अद्वितीय मूल्य हैं तो श्रृंखला की लंबाई के साथ सामान्यीकृत एक साथ जोड़ें जो औसत एमिनो एसिड संपत्ति मूल्यों को देगा तो अब हाइड्रोफोबिसिस प्रोफ़ाइल क्या है क्योंकि नाम ही बताता है यह हाइड्रोफोबिसिटी सूचकांकों बनाम अमीनो एसिड अनुक्रम का प्लाट है उदाहरण के लिए यदि आप कोई प्रोटीन अनुक्रम लेते हैं तो हम एक 2D प्लाट बना सकते हैं तो एक्स अक्ष हम अमीनो एसिड अनुक्रम के बारे में देते हैं वाई अक्ष आप हाइड्रोफोबिसिटी लिखते हैं अवशेषों के हाइड्रोफोबिक चरित्र के आधार पर प्रत्येक अमीनो एसिड का एक मूल्य होता है तो अमीनो एसिड अनुक्रम के बीच अनुक्रम में अवशेष हम प्रत्येक मूल्य के लिए एक प्लाट बना सकते हैं जब आप कनेक्ट करेंगे तो हमें एक प्लॉट मिलेगा इसलिए हम देखेंगे एक उदाहरण के साथ कि एक प्लाट का निर्माण कैसे करें हमारे पास उदाहरण के लिए अनुक्रम है यह अमीनो एसिड अनुक्रम किस प्रारूप में है छात्र फास्टा प्रारूप फास्टा प्रारूप क्योंकि आप कह सकते हैं कि उन्होंने प्रतीक symbol के साथ शुरुआत की यहां हमारे पास एमिनो एसिड अनुक्रम है इसलिए मैंने उनके हाइड्रोफोबिक व्यवहार के आधार पर 20 अमीनो एसिड अवशेषों के लिए कुछ संख्याएँ बनाईं उदाहरण के लिए यदि आप आइसोल्यूसिन वेलिन ल्यूसीन फेनिलएलनिन जैसे अत्यधिक हाइड्रोफोबिक अवशेषों को लेते हैं तो मैं 2 का मान और कम हाइड्रोफोबिक का उपयोग करता हूं मैं 1 का मान रखता हूं और ध्रुवीय अवशेषों को 1 का मान रखता हूं और चार्ज अवशेषों का मूल्य देता हूं 2 तो अब आप इन हाइड्रोफोबिक सूचकांकों के बीच अमीनो एसिड अवशेषों को लेते हैं हाइड्रोफोबिसिटी प्रोफ़ाइल क्या है क्या यह एक प्लाट कनेक्टिंग है छात्र अनुक्रम एक अनुक्रम के बनाम मूल्यों सही तो यहाँ अनुक्रम क्या है छात्र एम एम छात्र ई छात्र एन छात्र एन एन एम डी और इतियादी तो यहाँ आप हाइड्रोफोबिसिटी मान रख सकते हैं तो पहले M है M का मान क्या है छात्र 1 1 तो आप यहां निष्कर्ष निकाल सकते हैं यह 0 है इसलिए यहां आप 1 2 1 2 डाल सकते हैं तो एम के बराबर 1 तो मैं यहां प्लाट करता हूं और दूसरा ई है ई का मूल्य क्या है छात्र 2 2 यहाँ और एन एन 1 एल 2 यह एन 1 एम 1 डी 2 और इसी तरह फिर हम कनेक्ट करते हैं हम जुड़े हुए है इसलिए जब आप एक प्लाट का निर्माण करते हैं तो हम कुछ प्रकार के पैटर्न देख सकते हैं यह हाइड्रोफोबिसिटी प्रोफाइल आपको एक विशिष्ट पैटर्न प्रदान करेगा जो कुछ माध्यमिक संरचनाओं की पहचान करने में मददगार होगा या आप किसी भी विशिष्ट मोटिफ्स को देख सकते हैं या आप किसी भी खंड को देख सकते हैं जो पार करते है मेम्ब्रेन को इतियादी इसलिए प्लॉट को सही बनाने के लिए विभिन्न सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं तो इस में से एक साहित्य में उपलब्ध है जिसे 3DInsight कहा जाता है यह विभिन्न गुणों पर विचार करेगा यह ग्राफ बनाने के लिए अन्य गुणों के साथ हाइड्रोफोबिसिटी मूल्यों को ले जाएगा एक्स एक्सिस एमिनो एसिड इंडेक्स है और वाई एक्सिस एक हाइड्रोफोबिसिस प्रोफ़ाइल या कोई भी और विभिन्न गुण है इस स्लाइड में जब मैंने इस प्रोफ़ाइल को बनाया है मैं 1 2 2 1 के मान का उपयोग करता हूं वास्तव में सभी 20 अमीनो एसिड अवशेषों में विशिष्ट मूल्य होते हैं इसलिए मैं कुछ उदाहरण देता हूं एक है नोज़ाकी टैनफोर्ड जोन्स पैमाने पर यह 20 अलग अलग अमीनो एसिड के लिए व्युत्पन्न पहला पैमाना है आप प्रयोगात्मक रूप से देखते हैं प्रत्यक्ष रूप से हम हाइड्रोफोबिसिटी मूल्यों की गणना नहीं कर सकते हैं इसलिए उन्होंने अप्रत्यक्ष तरीके से किया जो कि पानी में और साथ ही इथेनॉल में प्रत्येक अमीनो एसिड के अवशेषों का एक सापेक्ष घुलनशीलता है तो उन्होंने सापेक्ष विलेयता की और विलेयता को हाइड्रोफोबिसिटी में बदल दिया इसलिए यदि आप इस 20 विभिन्न अमीनो एसिड अवशेषों को देखते हैं तो हम विशिष्ट अवशेष देख सकते हैं जो उच्च मूल्य हैं और उनमें से कुछ में कम मान हो सकते हैं इसलिए यदि आप यह देखते हैं कि क्या आप कुछ अवशेषों को नाम दे सकते हैं जो अत्यधिक हाइड्रोफोबिक हैं छात्र आइसोल्यूसिन ट्रिप्टोफैन राइट ट्रिप्टोफैन आइसोलेकिन छात्र फेनिलएलनिन राइट फेनिलएलनिन सही तो ये अवशेष हाइड्रोफोबिक हैं क्योंकि इनमें एलीफेटिक समूह या एरोमेटिक समूह होते हैं तो वे हाइड्रोफोबिक हैं इसलिए विभाजन गुणांक में यहां तक कि सापेक्ष घुलनशीलता उन्होंने यह भी दिखाया कि ये अवशेष अत्यधिक हाइड्रोफोबिक हैं दूसरी ओर यदि आप उदाहरण के लिए आवेशित अवशेषों या ध्रुवीय अवशेषों को देखते हैं तो आपके पास एक सेरीन है या आपके पास एसपारटिक एसिड है या आपके पास ग्लूटामिक एसिड है तो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोफोबिक अवशेषों की तुलना में मान कम हैं इसलिए यदि आप एक औसत मूल्य बनाते हैं तो आप आसानी से भेदभाव कर सकते हैं हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक अवशेषों के बीच मैं यह एक उदाहरण है जिसे आप प्रयोगात्मक रूप से प्राप्त करते हैं इसी तरह कई पैमाने उपलब्ध हैं मैं एक और उदाहरण दिखाता हूं

यह हम कम्प्यूटेशनल विश्लेषण से प्राप्त करते हैं हमने यहां क्या किया यहां हमने प्रोटीन के विभिन्न डेटासेट पर विचार किया और प्रत्येक अवशेषों के मूल्यों को असाइन किया जो नेबरिंग अवशेषों से प्रभावित हैं उन्होंने उन अवशेषों की पहचान की जो किसी भी विशिष्ट त्रिज्या की सीमा के भीतर हो रहे हैं और फिर देखते हैं इस सीमा के भीतर कौन से अवशेष हैं और उन्होंने प्रायोगिक मूल्य को सौंपा और फिर अंत में उन्होंने ये अंतिम पैमाने निकाले लेकिन मैं वर्गों के पैमाने के विकास के बारे में बाद में बताऊंगा ठीक है इसलिए यदि आप इस पैमाने पर यहां देखते हैं तो आप वास्तविक स्थिति भी देख सकते हैं जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी उनके पास कुछ हाइड्रोफोबिक अवशेष हैं जैसे कि सिस्टीन ट्रिप्टोफैन आइसोलेसीन वे अत्यधिक हाइड्रोफोबिक है और कई ध्रुवीय अवशेष हैं और लाइसीन जैसे चार्ज अवशेष हैं और आप एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड और इन अवशेषों के मामले देख सकते हैं वे प्रकृति में ध्रुवीय हैं और प्रमुख अंतर आप इन 2 पैमानों से पाते हैं जो कि मुख्य रूप से प्रोलिन है प्रोलिन उन्होंने सापेक्ष घुलनशीलता की प्रोलिन को एक रिंग माना हैं तो आप देख सकते हैं कि इस मामले में यह हाइड्रोफोबिक है लेकिन अगर आप इस प्रोलिन के स्थान को देखते हैं तो यह मुख्य रूप से ध्रुवीय अवशेषों से घिरा हुआ है यही कारण है कि इस पैमाने पर प्रोलिन ध्रुवीय है कई पैमाने वे ध्रुवीय अवशेषों के रूप में प्रोलिन प्रदान करते हैं तो आप कुछ अंतर और समानताएं और अधिकांश पैमाने देख सकते हैं वर्तमान में हमारे पास 100 से अधिक सूचकांक उपलब्ध हैं इसलिए उनके पास गुणात्मक रूप से है उनके समान व्यवहार है इसलिए मैं एक उदाहरण दिखाता हूं जहां हम प्लाट का निर्माण कर सकते हैं तो यहाँ कई गुणों की एक सूची है और यहाँ आपके पास कई हाइड्रोफोबिसिटी मान हैं उदाहरण के लिए हाइड्रोफोबिसिटी मान जो Eisenberg के साथ दिए गए Kyte और Doolittle पैमाने भी हैं वे 1982 में विकसित हुए और फिर यह हाइड्रोफोबिसिटी स्केल है तो आपके पास अलग अलग पैमाने हैं यदि आप एक प्लाट बनाना चाहते हैं तो आप पहले पीडीबी कोड या एमिनो एसिड अनुक्रम लेते हैं यह पीडीबी कोड है और यहां हम एल श्रृंखला लेते हैं इसलिए हमने इस हाइड्रोफोबिसिटी स्केल को चुना और यदि आप क्लिक करते हैं तो हमें प्लॉट मिलेगा एक्स अक्ष क्या है छात्र चेन एमिनो एसिड अनुक्रम वाई अक्ष क्या है छात्र हाइड्रो हाइड्रोफोबिसिटी मान सही है तो आप अनुक्रम और प्लाट को जोड़ने वाले प्लाट को देख सकते हैं कुछ मामलों में आप जानकारी का अनुमान लगा सकते हैं कुछ मामले आप नहीं जान सकते है अगर आप यहां देखें तो यह एक प्रकार का क्लस्टर है तो हम इस मामले पर ज़िगज़ैग की स्थिति को देख सकते हैं इसलिए यदि आप एकल अवशेष प्लॉट से कुछ भी नहीं हटा सकते हैं तो अधिकांश मामलों में आप कुछ पैटर्न पा सकते हैं तो आप कुछ विंडो औसत प्राप्त करने का भी प्रयास कर सकते हैं इस मामले में यह औसत प्राप्त करना संभव है तो उदाहरण के लिए यदि आप क्लिक करते हैं स्मूथिंग के साथ प्लाट करे बॉक्स के साथ पर क्लिक करते हैं तो इस मामले में आप स्मूथ कर सकते हैं किसी भी विंडो की लंबाई के लिए उदाहरण के लिए यदि आप इस तरह से अमीनो एसिड अनुक्रम कर सकते हैं इसलिए यदि आप एकल अवशेष प्लॉट लेते हैं तो वे प्रत्येक अवशेषों के लिए प्लाट करते हैं प्रत्येक अवशेष के लिए उनके पास हाइड्रोफोबिसिटी मान है वे प्लाट करते हैं हम उदाहरण के लिए विंडो की लंबाई किसी भी अवशेष को ले जाते हैं यदि आप उदाहरण के लिए विंडो अवशेषों की लंबाई 5 लेते हैं तो विंडो की लंबाई 5 तो वे क्या करते हैं तो वे एक खिड़की बनाते हैं 5 अवशेषों पर विचार करते हैं 2 बाईं ओर से 2 तरफ से जहां यह केंद्रीय है तो उन्होंने एक विंडो बनाई है 5 तो वे क्या करते हैं वे केंद्रीय वाले के लिए औसत मूल्य और प्लाट की गणना करते हैं पहले अवशेषों के लिए हमारे पास बाईं ओर के अवशेष नहीं हैं पहले 2 यदि आपके पास 5 की विंडो की लंबाई है और अन्य सभी अवशेषों में 5 अवशेषों की लंबाई है तो अब यदि आप उदाहरण के लिए ऐसा करते हैं अगर हम 9 का स्मूथिंग बॉक्स लेते हैं तो इस तरह का प्लॉट मिलेगा अब आप पिछले प्लॉट और इस प्लॉट के बीच अंतर देख सकते हैं यहां आप आसानी से कुछ क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं जो प्रकृति में अत्यधिक हाइड्रोफोबिक हैं और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो उदाहरण के लिए प्रकृति में कम हाइड्रोफोबिक हैं यदि आप देखते हैं कि सभी अवशेष अत्यधिक हाइड्रोफोबिक हैं और आप यहां कहीं देख सकते हैं यहां कहीं कहीं पर और कहीं पर यहाँ यहाँ आप इन पूरी तरह से ध्रुवीय आवेशित अवशेषों या ध्रुवीय अवशेषों को देख सकते हैं तो क्या आपके पास यह होगा यह आपको बताएगा कि अवशेषों का एक खिंचाव है लेकिन प्रकृति में अत्यधिक हाइड्रोफोबिक है जिसमें बीच में एक या 2 ध्रुवीय अवशेष हैं उस एक या 2 अवशेषों के कारण पहले प्लॉट में हम एक ज़िगज़ैग देख सकते हैं यह देख सकते हैं कि ध्रुवीय अवशेषों में कम हाइड्रोफोबिक है यहां औसत के कारण जो शायद कहीं न कहीं की भरपाई करता है अवशेष अत्यधिक हाइड्रोफोबिक हैं और दिलचस्प है कि अगर आप इस प्रोटीन को देखते हैं तो एक मेम्ब्रेन प्रोटीन है जैसा कि मैंने पहले चर्चा की थी प्रोटीन जो मेम्ब्रेन में एम्बेडेड हैं तो ये अवशेष वे एक मेम्ब्रेन में फैलते हैं अगर आप देखते हैं कि एक मेम्ब्रेन है तो यहाँ यह प्रोटीन है तो क्षेत्र एक मेम्ब्रेन है तो यह प्रतिक्रिया इसी से मिलती जुलती है तो आप उपयोग कर सकते हैं आप एक प्लॉट बना सकते हैं इस प्लॉट में क्षेत्रों की पहचान करने के लिए कुछ अनुप्रयोग हैं जो कि मेम्ब्रेन में डाले गए हैं इसलिए यदि आप इस हाइड्रोफोबिसिटी प्रोफाइल का उपयोग कई अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं तो यह एक और व्यवहार है जो हाइड्रोफोबिसिटी से संबंधित है जिसेकहा जाता है एम्फीपैथिक चरित्र एम्फीपैथिक का अर्थ क्या है छात्र दोनों का चार्ज है दोनों ही सही 2 एम्फी का मतलब 2 है तो जहां यह उच्च या कम है तो यह आपको ध्रुवीय और गैर ध्रुवीय विशेषताओं के अनुक्रम की आवधिकता बारे में जानकारी देगा कैसे मिलता है ये आपके पास संख्यात्मक हाइड्रोफोबिसिटी मान हैं हम मान निर्दिष्ट करते हैं और फिर हम देखते हैं कि क्या एक आयामी प्लॉट में कोई आवधिकता है यह कैसे करना है उदाहरण के लिए यदि हम अल्फा हेलिकल सेगमेंट लेते हैं प्रति मोड़ कितने अवशेष छात्र 36 36 अवशेष प्रति मोड़ इसलिए यदि आपके पास एक हेलिक्स है तो यह यहीं से शुरू होती है तो एक बारी यहां तक है इस तरह से और इस तरह से है तो आपके पास एक हेलिकल एक्सिस है आप अवशेषों को 1 2 3 4 डाल सकते हैं उसी तरह 1 2 3 4 तो आप इसे बना सकते हैं तो इस मामले में आप देख सकते हैं कि 2 अवशेष एक तरफ और 2 अवशेष दूसरी तरफ हैं तो वे विभिन्न पदों पर इन अवशेषों की एक अवधि दिखाते हैं यह है i इसके लिए है i यह i 1 i 2 i 3 i 4 है तो आप आवधिकता देख सकते हैं i 5 तो इस i और i 4 के बीच तो ये 1 2 3 4 और यह 5 1 और 5 उसी स्थान पर होंगे इसी प्रकार आप 2 और 6 को देख सकते हैं यदि आपके पास एक हेलिकल सेगमेंट है तो आप 4 आसन्न किनारों पर बना सकते हैं हेलिकल एक्सिस की दिशा में 1 2 3 4 डालें फिर आप प्रत्येक किनारे के औसत हाइड्रोफोबिसिटी की गणना कर सकते हैं उदाहरण के लिए हम इसे लेते हैं ये प्लस वही है जो यहाँ है वही यहाँ है तो आप 4 के अंतराल के साथ i j देख सकते हैं और देख सकते हैं कि उस स्थान पर कितने अवशेष हैं इसलिए उदाहरण के लिए यदि आप इस आवधिकता को देखते हैं तो यह i यह i 1 i 2 i 3 i 4 और i 5 है आप एक आवधिकता देख सकते हैं 2 अवशेष यहां कम हाइड्रोफोबिक हैं और 2 अवशेषों में उच्च हाइड्रोफोबिसिटी और फिर 2 कम और 2 उच्च हैं तो अगर आपके पास इस प्रकार के पैटर्न हैं तो हम कह सकते हैं कि ये अवशेष अल्फा हेलिक्स का हिस्सा हैं या ये अवशेष अल्फा हेलिक्स के अनुरूप हो सकते हैं इसलिए यदि आपके पास एक अनुक्रम है और यदि आप हाइड्रोफोबिसिटी के साथ एक प्लॉट बनाते हैं और यदि आप इनमें से कोई भी पैटर्न देखते हैं तो आप कह सकते हैं कि ये अवशेष अल्फा हेलिक्स का निर्माण कर सकते हैं फिर दूसरा है एम्फीपैथिटी की पावर की गणना कैसे करें उदाहरण के लिए यदि आपके पास 2 हेलिसेस हैं तो वे एम्फीपैथिक हैं और कोन सा अधिक एम्पीपैथिक है इस मामले में आप एम्फ़ैपैथिसिटी अल्फा की पावर की गणना कर सकते हैं तो अगर 1 और 2 उच्च हैं और 3 और 4 कम हैं तो पहले 2 और दूसरे तीसरे और आगे ले जाएं और पूर्ण अंतर प्राप्त करें इस स्थिति में इन संख्याओं को 1 के रूप में और इन संख्याओं को 2 के रूप में लें यह i 6 है और यह i 7 है तो फिर अंतर करें इससे आपको एम्फीपैथीसिटी की पावर मिलेगी आप एα देख सकते हैं या तो 1 a3 4 या यदि a 1 a 4 23 यह इस मामले में उदाहरण के लिए है अगर यह इस की तरह है तो यह 1 2 3 4 है a1 a2 a3 a4 ऐसा अगर है यह एक साथ a2 a3 आ जाएगा और आप अंतर देख सकते हैं तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि वे एम्फीपैथिक हैं या नहीं लेकिन अगर आप साहित्य में देखें तो ज्ञात संरचनाओं के हेलिकल अनुक्रम 75 प्रकृति में एम्फीपैथिक थे इस मामले मै यदि आप इस प्रकार की प्रोफाइल का उपयोग करते हैं तो हम किसी भी क्रम में कम से कम 70 65 से 70 सटीकता के कुछ स्तरों का अनुमान लगाने में सक्षम हैं यह अल्फा हेलिक्स के लिए है बीटा शीट के मामले में कैसे बीटा स्ट्रैंड के मामले में है तो आप देख सकते हैं कि 2 तरीके हैं आपके पास 2 तरीके हैं एक यहाँ है एक यहाँ है वैकल्पिक तरीके तो एक उच्च है दूसरा कम हाइड्रोफोबिसिटी है तो इस मामले में आप गणना कर सकते हैं βi की यह एक योग hi j n द्वारा है जहां पर 2 के इन अंतरालों में हेलिक्स में 4 का अंतराल है 2 के बीटा शीट अंतराल में n के साथ n तक जहां n स्ट्रैंड में अवशेषों की संख्या है तो गणना βi Σhij बराबर है i j के n द्वारा विभाजित n के लिए प्रत्येक मामले में अवशेषों की संख्या है यहां या यहां तो अब हमारे पास पैटर्न हैं आप देख सकते हैं एक्स अक्ष एमिनो एसिड अनुक्रम वाई अक्ष हाइड्रोफोबिसिटी सूचकांक है तो यहाँ ये विभिन्न अमीनो एसिड के हाइड्रोफोबिक मूल्य हैं तो यह औसत मूल्य है तो यह123456 है इसलिए यदि आप एम्फीपैथीसिटी की पावर देखते हैं तो आप गणना कर सकते हैं यह एक पक्ष हो सकता है यह एक और पक्ष है यह एक तरीका है दूसरा तरीका है फिर इन सभी को एक साथ जोड़ें औसत लें और यहां सब कुछ एक साथ जोड़ें और अंत में औसत लें तो आप मान प्राप्त कर सकते हैं आप प्राप्त कर सकते β1 Β2हैं तो उन्हें इस विशेष बीटा शीट का एम्फीपैथिक व्यवहार मिलता है तो संरचनात्मक विश्लेषण से यह भी पता चला है कि लगभग 65 प्रतिशत बीटा शीट उनके पास प्रकृति में एम्फीपैथिक है यदि आप ज्ञात संरचनाओं में सभी बीटा शीट लेते हैं और प्लाट का निर्माण करते हैं और आप देख सकते हैं की लगभग 65 प्रतिशत वे प्रकृति में एम्फीपैथिक हैं तो अब इस हाइड्रोफोबिसिटी प्रोफाइल के अन्य अनुप्रयोग क्या हैं यहां हम 2 मामलों पर चर्चा करते हैं एक अल्फा हेलिक्स है अल्फा हेलिक्स में आवधिकता क्या है छात्र 1 4 हाँ एक तरफ 2 और दूसरी तरफ 2 बीटा शीट में आवधिकता क्या है छात्र 2 1 1 2 2 1 आपके पास वैकल्पिक उच्च और निम्न हाइड्रोफोबिसिटी पैटर्न हैं इसलिए उदाहरण के लिए कुछ मामले यदि आपको हाइड्रोफोबिक व्यवहार मिलता है तो यह औसत मूल्य है उदाहरण के लिए यह औसत मूल्य है यदि आप लेते हैं और सभी अवशेष अत्यधिक हाइड्रोफोबिक हैं उदाहरण के लिए मैंने यह अनुक्रम रखा है ए हाइड्रोफोबिक है आई हाइड्रोफोबिक है एल हाइड्रोफोबिक है तो सभी अवशेष हाइड्रोफोबिक हैं तो हमारे पास अत्यधिक हाइड्रोफोबिक अवशेषों का पैटर्न है यदि यह मामला है तो यह एक प्रकार का प्रोटीन एक प्रकार का सेगमेंट किस प्रकार का सेगमेंट जैसा होगा छात्र Refer Time 1949 यह अल्फा हेलिक्स को फैलाने वाली मेम्ब्रेन है तो यह मेम्ब्रेन है जो अल्फा हेलिक्स को फैलाती है इसलिए यदि आप प्लॉट करते हैं तो प्लॉट करें आप प्राथमिक अनुक्रमों से कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इसलिए किसी भी जानकारी के बिना यदि यह चरित्र एक विशिष्ट जानकारी प्रदान करता है तो कम से कम आप उस दृष्टिकोण से विकसित कर सकते हैं तो हाइड्रोफोबिसिटी प्रोफाइल का निर्माण अनुक्रम से कुछ जानकारी देगा यह एक और पैटर्न है बस मैंने पहले चर्चा की जो कि बीटा शीट एम्फीपैथिक विशिष्टा है इसलिए क्योंकि आप लाल को देख सकते हैं हाइड्रोफोबिक है और काला वाला हाइड्रोफिलिक है तो आप बारी बारी से हाइड्रोफोबिसिटी कह सकते हैं तो यह बीटा स्ट्रैंड्स के लिए पैटर्न देगा तो अब अमीनो एसिड अनुक्रम में किसी भी विशिष्ट मोटिफ्स की पहचान करना भी संभव है जो है पैटर्न इस मामले में हम उदाहरण के लिए पैटर्न को परिभाषित करने के लिए एक विशिष्ट परिभाषा को परिभाषित करते हैं आप उदाहरण के लिए कोई अनुक्रम लेते हैं 5 अवशेष खंड या 10 अवशेष खंड चाहे वे किसी भी विशिष्ट पैटर्न के हों इसलिए कुछ मामलों में हमने पहले चर्चा की संरक्षण के बारे में तो संरक्षण क्या है छात्र अवशेष संरक्षित हाँ एक विशेष अवशेष सभी समरूप अनुक्रमों में एक ही स्थिति रखता है इस मामले में वे अवशेषों को संरक्षित करने के लिए कहा जाता है यदि आपका अवशेष निश्चित रूप से संरक्षित है तो आपको उस विशेष अवशेषों को उदाहरण के लिए सभी जगह पर रखना होगा यदि आपके पास विशिष्ट रूप GXXG मोटिफ या किसी विशिष्ट मोटिफ DRY मोटिफ यह है जीपीसीआर के लिए कुछ के लिए यह एंजाइम बनाने वाले एक डाइसल्फ़ाइड ब्रिज के लिए है इसलिए यदि उनके पास कुछ विशिष्ट मोटिफ हैं तो हम पूरे डेटाबेस में किसी भी विशिष्ट मोटिफ को खोज सकते हैं और देख सकते हैं कि प्रोटीन के उस विशेष सेट के लिए कोई विशेषता पैटर्न है या नहीं तो इस मामले में हम कुछ प्रकार के नोटेशन का उपयोग करके पैटर्न को परिभाषित करते हैं तो यहां हम एक अनुक्रम दिखाते हैं हम उदाहरण के लिए कुछ अवशेष नामों का उपयोग करते हैं यहां इसका मतलब है कि अवशेष ग्लाइसिन को उस विशेष स्थिति में संरक्षित किया जाता है जो विशेष स्थिति पर उसी अवशेष को बनाए रखता है इसलिए हम इसे इस स्थान के साथ साथ इस स्थान के लिए नहीं बदल सकते उन्होंने x लगाया x का अर्थ क्या है छात्र कोई भी अवशेष कोई अवशेष आप सभी 20 अमीनो एसिड के अवशेष डाल सकते हैं इस विशेष स्थान पर किसी भी अवशेषों की अनुमति है तो हमारे पास ये संख्याएं हैं संख्या का मतलब छात्र 2 बार कितनी बार 2 की संख्या का मतलब 2 बार है तो हम उसी नोटेशन का अनुसरण कर सकते हैं फिर हम उदाहरण के लिए चौकोर कोष्ठक का उपयोग करते हैं अगर यहाँ हम LI VM लगाते हैं तो यह आपको अमीनो एसिड इन 4 अवशेषों में से कोई भी विकल्प देगा इन 4 में से L या I या V या M कोई भी अवशेष स्थिति नंबर एक पर समायोजित कर सकते हैं फिर हमारे पास यह कर्ली कोष्ठक हैं यदि यह कोष्ठक है छात्र बहिष्कृत इसे बाहर रखा गया है उदाहरण के लिए यह अनुमति नहीं है यदि आप सीएफ सी और एफ को उस विशेष स्थिति में नहीं रखते हैं तो वे अपवाद देते हैं कि ये अनुमति नहीं हैं फिर आप किसी भी एमिनो एसिड के लिए x डालते हैं n का मतलब है संख्या अगर मैं इसे दिखाता हूं तो इस पैटर्न में कितने अमीनो एसिड हैं यह 1 2 यहाँ 2 2 प्लस 2 4 5 6 7 8 10 14 16 17 इस पैटर्न में 17 अमीनो एसिड तो अगर आप इसे लेते हैं तो इस मामले में एक पैटर्न कैसे लिखें तो स्थिति नंबर 1 कौन सा अवशेष स्थिति नंबर 1 में आ सकता है स्टूडेंट कुछ भी उदाहरण के लिए मैंने V को रखा दूसरे स्थान के लिए फिर से हमने V तीसरा और आगे रखा स्टूडेंट कुछ भी कुछ भी हो तुम फिर से 2 गुना वी लगा सकते हो और यह स्थिति छात्र जीजी जी क्योंकि यहाँ हम कुछ नहीं कर सकते तो आपको G का उपयोग करना होगा क्योंकि G संरक्षित है और इस यहाँ में छात्र एन NQ आप Q को लगा सकते हैं तो जहाँ x है x को हम P रख सकते हैं अच्छा यहाँ स्टूडेंट ए ए और फिर 2 तो कोई अवशेष छात्र 2 3 I A I A और यहां छात्र एल एल छात्र एम एम छात्रएफ एफ छात्र वी वी इसलिए क्योंकि एल की अनुमति है एम की अनुमति है और एफ की अनुमति है और वी को 4 बार अनुमति दी जाती है क्योंकि 4 बार आप 4 डालते हैं फिर 2x एए और अंत में जी हम एक पैटर्न लिख सकते हैं और फिर हम इस पैटर्न का उपयोग यह देखने के लिए कर सकते हैं कि क्या आप विशेष प्रकार के सभी अनुक्रमों में इस प्रकार के पैटर्न देख सकते हैं मैं एक उदाहरण के साथ समझाऊंगा तो अब हम पैटर्न प्राप्त करने के लिए एक कोड लिख सकते हैं और यह उपकरण पीआईआर में भी उपलब्ध है PIR क्या है छात्र प्रोटीन सूचना संसाधन प्रोटीन सूचना संसाधन जैसा कि वे शुरू में प्रोटीन अनुक्रमों के लिए शुरू में विकसित हुए थे और फिर वे अनुक्रमों के विश्लेषण के लिए कुछ उपकरण विकसित करते हैं और यहां यदि आप खोज विश्लेषण पर जाते हैं तो एक उपकरण है जिसे इस पैटर्न मैच कहा जाता है तो हम इस पैटर्न मैच के साथ चलते हैं इसलिए हम पैटर्न दे सकते हैं मैं यहां LIVM समान पैटर्न देता हूं और यदि आप सबमिट करते हैं और आपको ऐसे सीक्वेंस मिलेंगे जिनमें विशेष पैटर्न होता है तो यदि आप इस पर क्लिक करते हैं तो यदि आप क्लिक करते हैं तो इस क्रम में से कोई भी तो यह पूर्ण अनुक्रम प्राप्त करेगा और आप इस क्रम में पैटर्न देख सकते हैं कहां से शुरू होता है यहाँ से सही VKG यहाँ से यहाँ तो अगर आप यह जाँचते हैं कि L L यहाँ है और I यहाँ है और यहाँ 2 अवशेष हैं और फिर G यह एक संरक्षण G है और यहाँ E है और फिर K और फिर A और फिर E और T है और LY L यहां Y है और I है राइट तो 2x V और K और फाइनल G है फाइनल G है यह ठीक है यह काम करता है प्रोग्राम सही काम करता है तो आप इस प्रकार के पैटर्न प्राप्त कर सकते हैं और फिर देख सकते हैं कि प्रोटीन के एक विशेष सेट के लिए प्रत्येक विशिष्ट पैटर्न महत्वपूर्ण है या नहीं मैं एक उदाहरण से समझाता हूं तो यह बीटा सिग्नल के लिए आपका विशिष्ट मोटिफ है इसका मतलब है बीटा बैरल मेम्ब्रेन प्रोटीन के सम्मिलन और संयोजन के लिए यह एक प्रकार का मेम्ब्रेन प्रोटीन है जिसकी मैंने पहले चर्चा की थी तो इस प्रकार का मोटिफ आवश्यक है प्रयोगात्मक रूप से वे निरीक्षण करते हैं कम्प्यूटेशनल रूप से हम इस खोज का उपयोग करके विश्लेषण कर सकते हैं तो यहाँ Po का अर्थ है ध्रुवीय तो किसी भी ध्रुवीय अवशेष और यहां एक एक्स है तो यहाँ एक्स यहाँ डॉट और जी तो जी संरक्षित है और किसी भी हाइड्रोफोबिक अवशेषों एच वाई और किसी भी एक्स और हाइड्रोफोबिक यहाँ और एक्स और हाइड्रोफोबिक है इस छोटे h बीच अंतर है y और पूंजी Hy के छोटे hy में ये छोटे अवशेष अलैनिन सिस्टीन शामिल हैं लेकिन पूंजी Hy इसमें यह A और C शामिल नहीं हैं अब सवाल यह है कि प्रयोगात्मक रूप से उन्होंने यह क्यों दिखाया कि यह विशिष्ट रूपांकना महत्वपूर्ण है यह सच है या नहीं कैसे सत्यापित करें छात्र यदि यह मौजूद है तो सही यदि यह मौजूद है या नहीं तो पहले हम बीटा बैरल मेम्ब्रेन प्रोटीन के सभी प्रोटीन लेते हैं और फिर आसानी से हम एक पैटर्न लिख सकते हैं क्योंकि यदि आप यहां जाते हैं और यदि हम इस पैटर्न को लिखते हैं तो मुझे प्रोटीन की सूची मिलेगी या अन्य तरीके से आप इसे कर सकते हैं पहले सभी बीटा बैरल मेम्ब्रेन प्रोटीन डाउनलोड करें और फिर देखें कि यह पैटर्न उपलब्ध है या नहीं 2 विकल्प एक संपूर्ण अनुक्रम है हम खोज सकते हैं या हम देख सकते हैं कि यह कहाँ महत्वपूर्ण है एन टर्मिनल या सी टर्मिनल का सम्मिलन के लिए मुख्य रूप से सी टर्मिनल आप देख सकते हैं इस सी टर्मिनल को चालीस अवशेष ले सकते हैं और देख सकते हैं कि पैटर्न उपलब्ध है या नहीं ठीक है इसलिए यदि आपको यह पैटर्न मिल जाता है तो आप खुश हैं फिर अगला सवाल यह है कि कैसे सत्यापित किया जाए यह इस विशेष प्रकार के प्रोटीन के लिए महत्वपूर्ण है आपको तुलना करनी होगी तो यह इस प्रकार के प्रोटीन में मौजूद होना चाहिए और अन्य प्रकार के प्रोटीन में मौजूद नहीं होना चाहिए तो हम विभिन्न डेटासेट का निर्माण कर सकते हैं हमें अनुक्रम कहां मिलेगा छात्र यूनीप्रोट UniProt डेटाबेस सही है तो फिर आपको सामान्य गोलाकार प्रोटीन की तरह अलग अलग क्रम मिलते हैं हम आंतरिक मेम्ब्रेन प्रोटीन सभी बीटा प्रोटीन विभिन्न प्रकार के प्रोटीन आप देख सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या पैटर्न उपलब्ध है या नहीं यदि उपलब्ध है यह विशिष्ट नहीं है अगर यह उपलब्ध नहीं है तो बहुत विशिष्ट है जब हम ऐसा करते हैं हम केवल बीटा बैरल प्रोटीन के लिए इस विशेष रूपांकनों को पा सकते हैं इसका मतलब है यह संकेत सम्मिलन असेंबली के लिए महत्वपूर्ण है फिर हम कुछ पा सकते हैं इसी तरह आप कई मोटिफ्स को परिभाषित कर सकते हैं और आप कुछ उपन्यास पैटर्न देख सकते हैं और आप बता सकते हैं कि यह क्यों महत्वपूर्ण है और किसी भी क्रम में इन विशेष रूपांकनों का मुख्य उपयोग क्या है आप विभिन्न प्रकार के प्रोटीनों के साथ बहुत विश्लेषण कर सकते हैं